इसलिए पिछले 2 वीडियो व्याख्यान में हमारे पास शारीरिक रूप से असंगत कार्यों फिजिकली अन क्लोनेबल फंक्शन्स के लिए एक परिचय था और हमने देखा था कि यह अनिवार्य रूप से एक तकनीक डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग तकनीक है जिसका उपयोग किसी डिवाइस में संग्रहीत गुप्त कुंजी का उपयोग किए बिना प्रमाणीकरण जैसी चीजों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है हमने देखा है कि प्रत्येक PUF को प्रमाणीकरण के लिए क्रिप्टोग्राफ़िक उद्देश्यों के लिए वास्तव में उपयोगी होने के लिए एक अच्छा इंट्रा और इंटर चिप भिन्नता होनी चाहिए इस व्याख्यान में हम प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए PUF के उपयोग को देख रहे हैं तो वह चीज जो हम वास्तव में एक सेटअप पर देख रहे हैं जहां हमारे पास एक सर्वर है और हमारे पास एक एज डिवाइस है और इस एज डिवाइस में एक शारीरिक रूप से असंगत फ़ंक्शन हैफिजिकली अन क्लोनेबल फंक्शन्स जो इसमें PUF मौजूद है तो समस्या यह है कि हम वास्तव में यहां हल करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्वर पीयूएफ का उपयोग करके इस विशेष उपकरण को कैसे प्रमाणित करेगा तो इसके बारे में जाने का तरीका यह है कि इस PUF के निर्माण के समय निर्माता चुनौतियों और संबंधित प्रतिक्रियाओं के लिए एक डेटाबेस बनाएगा इसलिए यहाँ पर इस डेटाबेस को CRP डेटाबेस के रूप में जाना जाता है और इसे सर्वर में संग्रहीत किया जाएगा तो सीआरपी डेटाबेस में इस विशेष उपकरण से एक चुनौती और अपेक्षित प्रतिक्रिया होती है इसलिए जब इस एज डिवाइस को फील्ड किया जाता है और यह वास्तव में कुछ समय में कुछ अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है या दूसरे को सर्वर की आवश्यकता होती है कि इस डिवाइस को प्रमाणित करने की आवश्यकता है जब इस तरह के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है तो सर्वर सीआरपी तालिका से एक चुनौती उठाता है और इस विशेष चुनौती को इस एज डिवाइस को भेजता है एज डिवाइस तब इस चुनौती का उपयोग अपने PUF और अक्सर संबंधित प्रतिक्रिया में करेगा ताकि प्रतिक्रिया सर्वर पर वापस भेजी जाए इसलिए ध्यान दें कि चूंकि हम यह मान रहे हैं कि कोई क्रिप्टोग्राफी मौजूद नहीं है इसलिए कोई एन्क्रिप्शन या डिक्रिप्शन या एज डिवाइस में मौजूद कोई अन्य संग्रहित कुंजी नहीं है इसलिए चुनौती और प्रतिक्रिया स्पष्ट पाठ में भेजी जाएगी अब एक बार जब सर्वर एज डिवाइस से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है तो वह सीआरपी डेटाबेस को देखता है जिसे उसने संग्रहीत किया है और यह एज डिवाइस से प्राप्त प्रतिक्रिया के साथ डेटाबेस में संग्रहीत सीआरपी प्रतिक्रिया की तुलना करेगा अनिवार्य रूप से यह दोनों के बीच हेमिंग की दूरी को देखेगा और यह निर्धारित करेगा कि क्या यह प्रतिक्रिया वास्तव में इस विशिष्ट उपकरण से उत्पन्न हुई है इसलिए इस तरह से एज डिवाइस को प्रमाणित किया जाएगा अब उदाहरण के लिए हम यह कहें कि एक अन्य दुष्ट उपकरण है जो यहाँ मौजूद है और जो मूल धार उपकरण के रूप में बहाने की कोशिश कर रहा है अब जब सर्वर चुनौती भेजता है तो PUF के गुणों से यह अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि प्रतिक्रिया आगे क्या होगी भले ही PUF इस बागे डिवाइस में लागू हो लेकिन प्रतिक्रिया सही एज डिवाइस से मूल प्रतिक्रिया की तुलना में काफी अलग दिखेगी इसलिए जब प्रतिक्रिया सर्वर पर वापस जाती है तो सर्वर यह पहचानने में सक्षम होगा कि यह प्रतिक्रिया डेटाबेस में संग्रहीत प्रतिक्रिया से मेल नहीं खाती है और इसलिए यह डिवाइस को अस्वीकार कर देगा यह कहेगा कि प्रमाणीकरण सफल नहीं है इसलिए यह PUF आधारित प्रमाणीकरण तकनीक के साथ एक एक पहलू मुद्दा है जो बीच में आदमी का तरह का मामला है तो ध्यान दें कि हमने कहा था कि चुनौती और प्रतिक्रिया स्पष्ट पाठ में भेजी जाती है और इसलिए बीच का कोई भी व्यक्ति चुनौती और संबंधित प्रतिक्रिया देख सकता है अब अगर सर्वर ने वास्तव में फिर से वही चुनौती भेजी तो बीच में मौजूद हमलावर वास्तव में उस चुनौती का जवाब दे सकेगा जो वास्तव में डिवाइस को चुनौती दिए बिना आगे बढ़ेगा तो PUF पर इस हमले को रोकने के लिए इस बीच में आदमी को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि एक बार इस्तेमाल किया गया CRP फिर से उपयोग न किया जाए जिसका अर्थ है कि एक बार सर्वर वास्तव में चुनौती का उपयोग करता है और इसी प्रतिक्रिया को प्राप्त करता है जिसे विशेष प्रविष्टि के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए इन सीआरपी डेटाबेस से सक्रिय या हटाए गए का उपयोग फिर कभी नहीं किया जाता है इसलिए इस तरह से मध्य हमले के आदमी को काफी हद तक रोका जा सकता है मध्य हमले में आदमी होने और वास्तव में सीआरपी के पुन उपयोग को रोकने का एक नकारात्मक पहलू यह तथ्य है कि सीआरपी डेटाबेस का पक्ष बड़े पैमाने पर होना चाहिए इसका कारण यह है कि सीआरपी टेबल आम तौर पर निर्मित के समय बनाए जाते हैं या इससे पहले कि डिवाइस भर जाता है इसलिए इस विशेष एज डिवाइस के पूरे जीवनकाल के लिए हमारे पास सर्वर में पर्याप्त मात्रा में चुनौती और संबंधित प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए ताकि पूरे जीवन के लिए आवधिक प्रमाणीकरण का समर्थन हो उदाहरण के लिए मान लें कि हमारे पास यह एज डिवाइस है जो कि रिमोट पावर प्लांट में लगाई गई है और इस एज डिवाइस का उपयोग 3 साल के लिए कहने के लिए किया जा सकता है इसके अलावा हम मानते हैं कि हर दिन इस एज डिवाइस को सर्वर से भेजे गए चैलेंज और रेस्पॉन्स को भेजा जाना चाहिए ताकि एज डिवाइस को प्रमाणित किया जा सके इसका मतलब यह होगा कि सीआरपी डेटाबेस में इस सिंगल एज डिवाइस के अनुरूप हजार से अधिक विभिन्न चुनौतियां और प्रतिक्रिया होनी चाहिए तो प्रमाणीकरण की आवधिकता हर एप्लिकेशन करने के लिए अलग अलग होगी यह एक ही तारीख को प्रमाणित करने की तुलना में बहुत छोटा हो सकता है इसलिए एप्लिकेशन हो सकता है जहां आपको हर 45 मिनट या इसके बाद प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है और इसलिए आप बहुत बड़ी सीआरपी तालिकाओं के साथ समाप्त होंगे इसके अलावा हम जो भी देखते हैं वह यह है कि प्रत्येक CRP टेबल डिवाइस विशिष्ट है और यह सच है क्योंकि प्रत्येक CRP प्रत्येक डिवाइस के लिए अद्वितीय चुनौती और प्रतिक्रियाओं का जवाब देता है इसलिए अब चीजें बहुत अधिक खराब हो जाती हैं क्योंकि अगर हमारे पास कई डिवाइस हैं जो एक सर्वर द्वारा प्रबंधित हैं तो कई ऐसे सीआरपी टेबल होंगे जो सर्वर डेटाबेस में संग्रहीत होने की आवश्यकता होती है अन्य पहलू जो एक मुद्दा हो सकता है वह यह है कि सीआरपी टेबल अगर वे चोरी हो जाते हैं या सर्वर की गोपनीयता भंग हो जाती है तो इन उपकरणों के अनुरूप पीयूएफ की पूरी सुरक्षा खो जाएगी इसलिए शोधकर्ता कई वैकल्पिक तकनीकों की कोशिश कर रहे हैं जहां वे या तो सीआरपी तालिकाओं के आकार को कम कर सकते हैं या वैकल्पिक रूप से प्रमाणीकरण प्रक्रिया में सीआरपी तालिकाओं के उपयोग को समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं जब पीयूएफ का उपयोग किया जाता है तो एक बहुत लोकप्रिय मॉडल पीयूएफ के गुप्त मॉडल के रूप में जाना जाता है तो यहाँ क्या होता है निर्माण के समय डिवाइस को अलग अलग करने के बजाय प्रतिक्रियाओं के प्रशिक्षण की अलग अलग चुनौतियों के साथ और हमारे डेटाबेस में चुनौती प्रतिक्रिया जोड़े को संग्रहीत करते हुए एक गुप्त मॉडल पीयूएफ में क्या होता है कि निर्माता इस के गुणों का अध्ययन करेगा और उस विशेष PUF के लिए एक मॉडल बनाएँगा उदाहरण के लिए सर्वर विभिन्न गेट विलंबों का एक डेटाबेस बना सकता है जो इस आर्बिटर पीयूएफ में मौजूद हैं और इसे वास्तव में इस विशिष्ट आर्बिटर पीयूएफ के लिए इस मॉडल को संग्रहीत करने की आवश्यकता होगी इसलिए यह मॉडल वास्तव में क्या करने में सक्षम है यह एक विशेष चुनौती है कि यह विशेष मॉडल एक बहुत अच्छा अनुमान लगा सकता है कि किसी विशेष पीयूएफ के लिए उस विशिष्ट चुनौती के लिए क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए इसलिए यह आवश्यक है कि पीयूएफ के लिए इस मॉडल को गुप्त रखा जाए और फिर डिवाइस को वास्तव में फील्ड में रखा जाए और जब प्रमाणीकरण की आवश्यकता हो तो सर्वर बेतरतीब ढंग से एक विशेष चुनौती का चयन करेगा यह इस विशेष पीयूएफ के मॉडल का उपयोग करेगा उस विशेष चुनौती अपेक्षित प्रतिक्रिया के लिए यह तब इस उपकरण को चुनौती भेजेगा और प्रतिक्रिया प्राप्त करेगा इसके बाद इस प्रतिक्रिया की तुलना मॉडल से प्राप्त अपेक्षित प्रतिक्रिया अपेक्षित प्रतिक्रिया के बीच घनिष्ठ मेल और उस विशेष चुनौती के लिए डिवाइस से प्राप्त वास्तविक प्रतिक्रिया के बाद की जाती है फिर इसका उपयोग डिवाइस को प्रमाणित करने के लिए किया जाएगा अब यह काफी अच्छी तरह से काम करता है विशेष रूप से पीयूएफ स्विच पर और हम वास्तव में इस तरह से मॉडलिंग करते हैं जहां इस पीयूएफ के गुप्त मॉडल को निर्मित समय पर निकाला जा सकता है लेकिन फिर भी इस तकनीक कि एक सीमा है सीमा यह है कि इस PUF मॉडल को अभी भी गुप्त रखा जाना है और इसे बेहद गुप्त रखना है क्योंकि यदि यह मॉडल खो गया तब कोई भी हमलावर उस चुनौती को समझ सकता है जो सर्वर से उस एज डिवाइस को भेजी जाती है उस मॉडल का उपयोग करें जो इसे बस चुरा लिया है और प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं कि विशेष चुनौती थी इसमें हमलावर मशीन वास्तव में पीयूएफ होने के बिना प्रमाणित हो सकती है इसलिए सार्वजनिक मॉडल PUF जैसे अन्य कार्यों पर भी शोध किया जा रहा है तो यह सार्वजनिक मॉडल पीयूएफ बहुत ही समान तरीके से काम करता है इसलिए इस तथ्य को छोड़कर कि पीयूएफ के लिए मॉडल जो विभिन्न गेट देरी का उपयोग करके विकसित किया गया है और सर्वर में मौजूद डेटाबेस में संग्रहीत किया जाता है यहाँ गुप्त नहीं होता है तो वास्तव में यहाँ पर उपयोग किया जाने वाला तथ्य यह है कि एक विशेष चुनौती के लिए है जो वास्तविक डिवाइस को भेजा जाता है जो सही पीयूएफ का मालिक है प्रतिक्रिया प्राप्त करने में बस कुछ नैनोसेकंड लगेगा यदि वास्तव में एक चुनौती डिवाइस को भेजी जाती है जिसके पास वास्तव में PUF है सर्वर को प्रतिक्रिया बहुत जल्दी प्राप्त होगी दूसरी ओर यदि वह हमलावर है जिसके पास वास्तव में PUF के इस विशेष मॉडल की एक प्रति है तो इस सार्वजनिक मॉडल पर आधारित चुनौती और कंप्यूटिंग को भेजने में भारी कंप्यूटिंग संसाधनों के साथ भी कुछ समय लगेगा इसलिए चुनौती भेजने और हमलावर डिवाइस से प्रतिक्रिया प्राप्त करने में देरी काफी होगी इसलिए प्रमाणीकरण के इस रूप में जो सुझाव दिया गया है कि हमलावर एक यादृच्छिक चुनौती चुनता है PUF के लिए इस सार्वजनिक मॉडल का उपयोग करता है ताकि उस विशेष चुनौती के लिए अपेक्षित प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके और फिर चुनौती को डिवाइस में भेजा जा सके यह प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए लिया गया समय भी नोट करता है अब यदि लिया गया समय इस मामले में कुछ विशेष सीमा T0 से अधिक है तो यह माना जाता है कि प्रतिक्रिया दुर्भावनापूर्ण डिवाइस से या हमलावर डिवाइस से प्राप्त की जाती है और इसे अनदेखा किया जाता है और कोई प्रमाणीकरण नहीं किया जाता है दूसरी ओर यदि प्रतिक्रिया को अपडेट करने का समय थ्रेशोल्ड T0 से बहुत कम है तो सर्वर पीयूएफ के इस मॉडल से प्राप्त अपेक्षित प्रतिक्रिया के साथ प्रतिक्रिया को मान्य करेगा और यदि मैच इसके लिए काफी करीब है तो डिवाइस से अपेक्षित प्रतिक्रिया प्रमाणित हो जाएगी हालांकि यह विशेष तकनीक यह मानती है कि अन्य कारकों जैसे नेटवर्क में देरी और टाल मटोल देरी और इतने पर विचार नहीं किया जाता है तो यह तकनीक छोटे स्थानीय नेटवर्क के साथ छोटे सिस्टम के लिए काफी अच्छी तरह से काम करेगी एक और तकनीक जहां काफी मात्रा में शोध चल रहा है वह है होमोमोर्फिक एन्क्रिप्शन के रूप में जानी जाने वाली किसी चीज़ का उपयोग करना इसका उपयोग करते हुए चुनौती और प्रतिक्रिया जोड़े जो डिवाइस में मौजूद इस विशेष पीयूएफ के लिए उत्पन्न होते हैं वह एन्क्रिप्टेड होते हैं और एक गैर विश्वसनीय वातावरण में संग्रहीत होते हैं अब होमोमोर्फिक एन्क्रिप्शन का उपयोग करने की मूल तथ्य यह है कि विशेष प्रतिक्रिया का सत्यापन एन्क्रिप्टेड डेटा पर किया जा सकता है इसका मतलब है कि सर्वर वास्तव में इस अन ट्रस्टेड क्लाउड में एक विशेष कार्यक्रम चला सकता है जो एन्क्रिप्टेड सीआरपी डेटाबेस पर काम करता है और वास्तव में मौसम को प्राप्त करने में सक्षम होगा प्रतिक्रिया वास्तव में वैध है या सीआरपी डेटाबेस को डिक्रिप्ट किए बिना भी मान्य नहीं है तो हमेशा की तरह इस विशेष मॉडल में सर्वर वास्तव में इस एज डिवाइस के लिए विशेष चुनौती भेजेगा इसी प्रतिक्रिया को प्राप्त करेगा जो यदि मान्य है तो अक्सर PUF से है और इस प्रतिक्रिया को तब अविश्वसनीय वातावरण में भेजा जाता है यह एक नियमित क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण होगा इस अविश्वसनीय वातावरण में मौजूद होमोमोर्फिक एन्क्रिप्शन तकनीक इस एन्क्रिप्टेड डेटाबेस पर काम करती है और यह पुष्टि करती है कि क्या प्रतिक्रिया वास्तव में प्रतिक्रिया है जो डेटाबेस में संग्रहीत है इस तरह भले ही यह क्लाउड बिना भरोसे के हो लेकिन होम्योर्फिक एन्क्रिप्शन मौजूद होने के कारण डेटाबेस की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है अब यह PUF में CRP समस्या को हल करने के लिए एक बहुत अच्छा समाधान की तरह लगता है वास्तव में अभ्यास करने के लिए इस होमोमोर्फिक एन्क्रिप्शन को लेने से पहले अभी भी बहुत सारे शोध हैं कारण यह है कि एक एन्क्रिप्टेड डेटाबेस का उपयोग करके वास्तव में मान्य करने और प्रतिक्रिया करने में अभी भी काफी समय लगता है हालांकि इस समय की आवश्यकताओं को कम करने के लिए बहुत सारे शोध वास्तव में हो रहे हैं पीयूएफ पर वीडियो लेक्चर को समाप्त करने के लिए आप देखते हैं विभिन्न क्रिप्टोग्राफ़िक चीज़ों जैसे प्रमाणीकरण गुप्त कुंजी अत्यंत उपयोगी तकनीक या तंत्र हैं और बहुत छोटे फिंगरप्रिंट के साथ और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि यदि कोई PUF किसी डिवाइस में मौजूद है तो उस विशेष डिवाइस को क्लोन नहीं किया जा सकता है बहुत सारे शोध हैं जो वास्तव में नए पीयूएफ जैसे कि एनालॉग पीयूएफ सेंसर का उपयोग करके पीयूएफ आदि खोजने के लिए चल रहे हैं अभी भी सीआरपी मुद्दे को हल करने की एक बड़ी समस्या है और सीआरपी तालिकाओं को वास्तव में कैसे संकुचित किया जा सकता है ताकि दक्षता और मेमोरी स्टोरेज को कम किया जा सके PUF की एक बड़ी खामी जो इसे कमोडिटी डिवाइसेज में जाने से काफी हद तक रोक रही है इन हमलों को बिल्डिंग बिल्डिंग हमलों के रूप में जाना जाता है इसलिए एक मॉडल बिल्डिंग पर हमला करने से क्या होता है कि आप एक परिदृश्य पर विचार कर सकते हैं जहां आपके पास एक सर्वर और एक उपकरण है और इस उपकरण में एक पीयूएफ है और समय की अवधि में सर्वर चुनौतियां भेज रहा है और प्रतिक्रिया प्राप्त कर रहा है अब इस पूरी बात में एक निष्क्रिय श्रोता भी है जो इन चुनौतियों और प्रतिक्रियाओं को देखता है और समय के साथ उस PUF के एक मॉडल के निर्माण के लिए मशीन लर्निंग तकनीक या मॉडल निर्माण तकनीक का उपयोग करता है अब एक निश्चित संख्या में प्रमाणीकरण पूरा हो जाने के बाद दी गई चुनौती के लिए हमलावर उस PUF के लिए मॉडल का उपयोग कर सकता है जिसे उसने वास्तव में बनाया है और चुनौती का जवाब देता है इस प्रकार आप देखते हैं कि प्रमाणीकरण इस तरह से टूट जाएगा क्योंकि वर्तमान पीयूएफ के मालिक के बिना हमलावर चुनौतियों का सही जवाब देने में सक्षम होगा पीयूएफ के साथ एक और बड़ी समस्या उदाहरण के लिए एक संगणना के साथ छेड़छाड़ की है एक पीयूएफ गणना के दौरान उदाहरण के लिए एक हमलावर वास्तव में डिवाइस को पकड़ सकता है और साइनसोइडल तरंगों को मजबूर करके डिवाइस ऑपरेशन में हेरफेर कर सकता है तब PUF से प्रतिक्रिया बदल दी जा सकती है इसलिए यदि किसी विशेष डिग्री से परे PUF प्रतिक्रिया को बदल दिया जाता है तो प्रमाणीकरण विफल हो जाएगा क्योंकि सर्वर को उस प्रतिक्रिया के साथ बड़ी मात्रा में बेमेल मिल जाएगा जो CRP तालिका में संग्रहीत है और PUF हार्डवेयर द्वारा प्राप्त की गई प्रतिक्रिया है यह अधिक तर सेवा हमले से इनकार की तरह होगा जहां हमलावर प्रतिक्रिया सीखने के बजाय अनिवार्य रूप से डिवाइस को प्रमाणित होने से रोक रहा है फिर भी पीयूएफ अपने उपकरणों के हल्के प्रमाणीकरण के लिए बहुत आशाजनक तरीका है और शायद निकट भविष्य में हम वास्तव में इन उपकरणों में बहुत सारे रूपों का उपयोग करते हुए देखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उपकरणों का क्लोन नहीं होगा डिवाइस में कोई गुप्त कुंजी की आवश्यकता नहीं है धन्यवाद